इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 के लेक्चर में आपका स्वागत है और यह लेक्चर 24 है हम इंप्रोपर इंटीग्रल्स के बारे में बात कर रहे हैं हम विशेष रूप से टाइप 2 इंटीग्रल्स के कन्वर्जन्स की चर्चा करेंगे पिछले लेक्चर हमने यह टेस्ट इंटीग्रल ab1x apdx देखा यह टाइप 2 का इम्प्रॉपर इंटीग्रल है क्योंकि जब x→a है तब इंटीग्रैंड अनबॉउंडेड हो जाता है यह हमारा टेस्ट इंटीग्रल है और आज हम इसे दूसरे इंटीग्रल्स के कन्वर्जन्स के लिए काम में लेंगे और यह इंटीग्रल p 1 के लिए कन्वर्ज करता है और यह p से कम ही होना चाहिए तथा यह इंटीग्रल p≥1 के लिए डायवर्ज करता है शुरुआत करने से पहले हम इंप्रोपर इंटीग्रल के टाइप 2 को याद कर लेते हैं और यहां पर हम यह नोटेशन काम में लेंगे a यानी कि f x→a पर अनबॉउंडेड बन जाता है अतः यह वह नोटेशन है जो हम काम में लेंगे जब हम b लिखेंगे तब इसका अर्थ है कि f x→b पर अनबॉउंडेड बन जाता है इस केस के लिए हमारे पास यह इंटीग्रल है जहां f अनबॉउंडेड हो जाता है जब x→b है इस तरह के इंटीग्रल को हल करने के लिए हम सब्सीट्यूशन करेंगे यदि आप xb t सब्सीट्यूट करते हैं तो इंटीग्रल 0b afb tdt बन जाएगा माइनस साइन के साथ और जब x a है तब t b a बन जायेगा और जब xb तब यह जीरो हो जाएगा इससे लिमिट बदल जाएगी और हमें इंटीग्रल 0b afx dx मिलेगा यह वो इंटीग्रल है जिसे हम काम में लेंगे जिसमें f अनबॉउंडेड फंक्शन है जब x→0 है हम यहां इस इंटीग्रल पर विचार कर रहे हैं यह भी कुछ उसी तरह का है जिसमें हमने f को बॉउंडेड लिया था लेकिन इस केस में जब t 0 की तरफ जा रहा है तब इंटीग्रैंड अनबॉउंडेड हो रहा है यह कुछ उसी तरह का है जिसमें f अनबॉउंडेड है जहां x a की तरफ राइट हैंड साइड से आता है अब हम आगे की तरफ चलते हैं हमारे पास कंपैरिजन टेस्ट है जिसकी चर्चा हम लेक्चर 23 में इंटीग्रल टाइप 1 के लिए कर चुके हैं इस केस में भी हम यह मान लेते हैं कि हमारे पास फंक्शन के लिए यह इनक्वॉलिटी है जहां ax≤b अतः f धनात्मक मान लेता है तथा g f से बड़ा मान लेता है 0≤f≤g यहां पर g बड़ा है अर्थात g बड़ी वैल्यू ले रहा है यह इंटीग्रल abgxdx कन्वर्ज करता है तब ऐसा इंटीग्रल abgxdx जिसका इंटीग्रैंड छोटी वैल्यू ले रहा है वह भी कन्वर्ज करता है दूसरी टर्म में abgxdx डाईवर्जेंट होगा यदि abfxdx डाईवर्जेंट है क्योंकि f g से छोटा मान ले रहा है इसलिए यह इंटीग्रल डायवर्ज करता है और क्योंकि इस इंटीग्रल की वैल्यू उस इंटीग्रल से ज्यादा है इसलिए यह इंटीग्रल भी डायवर्ज करता है अतः यह एक साधारण कंपैरिजन टेस्ट है लेकिन यह बहुत ही उपयोगी है क्योंकि इससे इंप्रोपर इंटीग्रल के नेचर के बारे में पता लगाया जा सकता है यह एक और कंपैरिजन टेस्ट है जिसे कंपैरिजनटेस्ट 2 कहा जा सकता है या फिर इसे लिमिट कंपैरिजन टेस्ट भी कहा जा सकता है यहां पर भी हम वही इनिक्वालिटी और f की धनात्मक वैल्यू एवं g का मान f से अधिक माना जा रहा है 0≤f≤g इस स्थिति में हम fxgx ज्ञात करते हैं हम जो g के लिए ज्ञात करते हैं और जो परिणाम आता है वह यहां है हम f पर आधारित एक दूसरा फंक्शन लेते हैं जब हम इसके उदाहरण लेंगे तब यह और साफ हो जाएगा अतः इस स्थिति में f के लिए g का चयन करते हैं और लिमिट ज्ञात करते हैं माना यह लिमिट fxgxk है तब हम k की वैल्यू से इस इंटीग्रल तथा दूसरे इंटीग्रल का नेचर पता लगा सकते हैं उदाहरण के लिए यदि k≠0 तब यह लिमिट एक नॉन जीरो नंबर है यहां पर दोनो इंटीग्रल abfxdx और abgxdx एक जैसा व्यवहार करते हैं इसका कारण भी स्पष्ट है कि जब x→ aरेशों नॉन जीरो नंबर है जिसका मतलब यह है यह दोनोंx→ a एक सा व्यवहार करेंगे या तो दोनों कन्वर्ज करेंगे या दोनों एक साथ डाइवर्ज करेंगे और यह बड़ा ही उपयोगी परिणाम है ज्यादातर उदाहरणों में हम इस परिणाम को काम में लेंगे की यह k जो हमें रेश्यो लेने से मिला है तब दोनों में से एक इंटीग्रल को देखेंगे कि वह कन्वर्ज करता है या डाइवर्ज करता है एक इंटीग्रल से हम दूसरे इंटीग्रल का बिहेवियर जान सकते हैं आगे हमें यह आराम मिलता है जिसमें k0 इस केस में g इतनी तेजी से बढ़ रहा है शायद की तरफ जा रहा है f को देखते हुए अतः हमें रेश्यो में जीरो मिलता है ऐसा प्रतीत होता है की g का मान x→ a पर ज्यादा है यदि यह इंटीग्रल कन्वर्ज करता है तब हम कहेंगे की किस लिमिट की वजह से इंटीग्रल f कन्वर्ज करता है g का मान बड़ा होने से हमें यह जीरो मिल रहा है इस स्थिति में यदि abgxdx कन्वर्ज करता है तो abfxdx भी कन्वर्ज करेगा बिना प्रूफ के हम यह अनुभव कर सकते हैं कि यह परिणाम होल्ड करता है यदि k∞ ऐसी स्थिति में f का मान g अधिक तेजी से अनबॉउंडेड होता है और यदि यह g फंक्शन डायवर्ज करता है तो हम यह मान लेंगे कि इंटीग्रल abfxdxभी डायवर्ज करता है यह एक साधारण टेस्ट है जो हम काफी उदाहरणों में उपयोग ले सकते हैं जिसने हमें केवल टेस्ट इंटीग्रल के बारे में चर्चा करके परिणाम देखना है अतः यह बहुत उपयोगी है हमने पहले डिरिचलेट टेस्ट टाइप 1 के लिए बताया था हम हमारे पास एक और पैरेलल टेस्ट जो पहले वाले टेस्ट के जैसा ही है जिसमें f इंटीग्रल यूनीफामर्ली बाउंडेड है जिसका मतलब ba abfxdxC∀baहै तथा दूसरा फंक्शन g मोनोटॉन तथा बॉउंडेड है जो जीरो की तरफ जाता है जबकि x→a gx0 अतः डिरिचलेट टेस्ट यह बताता है की इंटीग्रल a से b पर यह प्रोडक्ट abfxgxdxकन्वर्ज करता है डिरिचलेट टेस्ट भी उपयोगी है जब हमारे पास इस प्रकार का दो फंक्शन के प्रोडक्ट इंटीग्रल हो और हम यह जानते हैं कि उनमें से एक मोनोटॉन तथा दूसरा बॉउंडेड और जीरो की तरफ जाने वाला है और दूसरा भी यूनीफामर्ली बॉउंडेड है इस तरह हम डिरिचलेट टेस्ट का उपयोग करके कन्वर्जन्स का पता कर सकते हैं जबकि इंटीग्रैंड प्रोडक्ट रूप में हो उदाहरण के लिए हम इस इंटीग्रल 03dx3 xx21 के कन्वर्जन्स की जांच करना चाहते हैं हमें पता करना पड़ेगा कि इंटीग्रैंड ऊपर की तरफ से अनबॉउंडेड है या नहीं हम पहले की तरह टेस्ट की चर्चा नहीं कर रहे हैं लेकिन हम यह बता रहे हैं कि हम उसी तरह से आगे चल सकते हैं जब यह इंटीग्रल ऊपर की लिमिट पर अनबॉउंडेड हो रहा है लेकिन जब हम कुछ प्रतिस्थापन करें तो यह नीचे की लिमिट पर भी अनबॉउंडेड हो सकता है 3 xtप्रतिस्थापन करने पर हमें मिलेगा dx dt जिससे 03dx3 xx2103dtt3 t21 अब हम इस इंटीग्रल के कन्वर्जन्स की बात करते हैं अब हमारा इंटीग्रैंड अनबॉउंडेड हो रहा है जबकि यह t 0 की तरफ जा रहा है अब हम इस पर कंपैरिजन टेस्ट फंक्शन g 1tके लिए लगाते हैं और जिसका कारण से1t लिया है वह अब स्पष्ट है इस केस में हमारा इंटीग्रैंड f है जोकि 1t3 t21 है यदि t जीरो की तरह जा रहा है तब 1t परेशानी खड़ी कर सकता है स्क्वायर रुट से कोई परेशानी नहीं होगी क्योंकि t के जीरो की तरफ जाने पर भी यह बॉउंडेड है अतः यह फंक्शन अनबॉउंडेड है क्योंकि यह 1t अलग बिहेवियर दिखाता है जबकि t जीरो की तरफ जाता है अतः g1tयही वह कारण है की वजह से हमने 1tलिया था ऐसा लेने से हम ftgt ज्ञात कर सकते हैं अतः ft1t3 t21 और तब g1t माना जाएगा यह t कैंसिल हो जाएगा और उस केस में t→013 t21का मान 110 आएगा अतः इंटीग्रल 03dx3 xx21 डायवर्ज करेगा क्योंकि यह इंटीग्रल 031tdt अब लिया जाएगा क्योंकि अब हम g से कंपेयर करेंगे क्योंकि यह टेस्ट में कहा गया है कि यदि लिमिट से नॉन् जीरो नंबर है तो यह भी तो यह भी नॉन् जीरो नंबर है यहां पर दो इंटीग्रल हमें मिल रहे हैं एक तो 031tdt और यह दूसरा जिसका हम कन्वर्जेंस का टेस्ट कर रहे हैं जो ओरिजिनल एक्स का फंक्शन है अतः इंटीग्रल हमें 031tdt से कंपेयर करना है अगर यह डायवर्ज करता है तो इंटीग्रल 03dx3 xx21 डायवर्ज करेगा अब हम इंटीग्रल 4πsin x 3x πdx के कन्वर्जेंस का टेस्ट करेंगे इस प्रॉब्लम में फिर से हम देखेंगे कि x इंफिनिटी की तरफ जा रहा है और इंटीग्रैंड अनबॉउंडेड है अब हम कन्वर्जेंस की चर्चा करेंगे यहां पर इंटीग्रैंड की एब्सलूट वैल्यू लेना आसान होगा जो हम पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं जो एब्सलूट कन्वर्जेंस कहलाता है अगर हम यहां इंटीग्रैंड की एब्सलूट वैल्यू लेंगे तब भी इंटीग्रल कन्वर्ज करता है जिसे हम कहेंगे इंटीग्रल ऐप्सोल्युटली कन्वर्ज करता है इस स्थिति में हम यदि इंटीग्रैंड की एब्सलूट वैल्यू है यह 1 से बॉउंडेड है क्योंकि यह sin x 1 से बॉउंडेड है अतः इंटीग्रल की एब्सलूट वैल्यू 13x π से बॉउंडेड है sin x 3x π13x π इस स्थिति में हम जानते हैं कि टेस्ट इंटीग्रल किस प्रकार बिहेव करता है इंटीग्रल 013x πdx कन्वर्ज करता है क्योंकि इसकी पावर 13 है जो कि एक से कम है यह इंटीग्रल कन्वर्ज करता है यहां x πकी पावर भी एक से कम है इसलिए यह इंटीग्रल कन्वर्ज करता है इस स्थिति में यह इंटीग्रल 4πsin x 3x πdx ऐब्सोलुटेली कन्वर्ज करता है इसीलिए यह इंटीग्रल कन्वर्ज करता है इस प्रकार एब्सोल्यूट कन्वर्जन्स इंटीग्रल के कन्वर्जन्स को बताता है अब हमारे पास इंप्रोपर इंटीग्रल टाइप 3 का है मैं आपको बता दूं इस प्रकार का इंप्रोपर इंटीग्रल क्या होता है यह पहले और दूसरे प्रकार के इंटीग्रल का मिक्सचर होता है हमारे पास एक उदाहरण है इस प्रकार का 11xx 1dxजिसमें दोनों केसेस हैं इसमें लिमिट है जब x 1 की तरफ जा रहा है तब इंटीग्रैंड अनबॉउंडेड हो रहा है अतः यह टाइप 1 तथा टाइप 2 दोनों है इस प्रकार के इंप्रोपर इंटीग्रल को हम पहले तथा दूसरे टाइप में व्यक्त कर सकते हैं या तो हम इनका मान ज्ञात कर सकते हैं या फिर हम इनके कन्वर्जेंस की बात कर सकते हैं इस स्थिति में हमारे पास 11xx 1dx इंटीग्रल हैं जिसे हम दो इंटीग्रल में तोड़ सकते हैं हमने इसे यहां लिखा है 121xx 1dx21xx 1dx दूसरे केस में यहां लिमिट 2 से है अब क्या होगा पहले इंटीग्रल में कोई नहीं है लेकिन इसमें इंटीग्रैंड अनबॉउंडेड हो रहा है जबकि x 1 की तरफ जा रहा है अतः यह इंटीग्रल टाइप 2 का है जो हम डिस्कस कर चुके हैं और यहां पर यह है इसके अलावा यहां कोई भी प्रॉब्लम नहीं है यहां फंक्शन बॉउंडेड है अतः पूरी रेंज 2 से है और यह इंप्रोपर इंटीग्रल टाइप 1 है हमने इस इंटीग्रल को दो भागों में बांट दिया है पहला टाइप 2 का इंप्रोपर इंटीग्रल है दूसरा टाइप 1 इंप्रोपर इंटीग्रल है इसलिए हम इन के कन्वर्जेंस को अलग अलग डिसकस करेंगे पहले इंटीग्रल के कन्वर्जेंस के लिए कंपैरिजन टेस्ट का प्रयोग किया जाएगा अतः हम इस फंक्शन 1x 1 को लेंगे जिस का कारण स्पष्ट है अगर हम इस इंटीग्रल को देखें तो इसमें इंटीग्रैंड 1xx 1है जो कि x के 1 की तरफ जाने पर अनबॉउंडेड हो जाता है यहां पर यह फैक्टर 1x 1 अनबॉउंडनेस बना रहा है जबकि x 1 की तरफ जाता है हम इस फंक्शन के साथ कंपेयर करेंगे जो हमने लिया है g11x 1 यदि हम दोनों का रेश्यो ले तब f हमारा इंटीग्रैंड था और पहले इंटीग्रल में f1xx 1था दूसरे इंटीग्रल में g 1x 1है यदि हम यह रेश्यो fxgx ले और लिमिट x 1 की तरफ ले जाएं इसमें क्या होगा लिमिट x 1 की तरफ जा रहा है और यह fxgxअतः 1xबच जाएगा बाकी सब टर्म्स 1x 1 कैंसिल हो जाएंगे और जबx 1 की तरफ जाएगा यह है 1 बन जाएगा हमारे पास यहां एक नॉन जीरो नंबर आ रहा है जो लिमिट का मान है इसका मतलब यह है की हम दोनों इंटीग्रल के बारे में बात कर सकेंगे अतः इंटीग्रल 121xx 1dx यह दोनों एकसा बिहेव करेंगे हम टेस्ट इंटीग्रल से यह जानते हैं की इंटीग्रल 121x 1dx कन्वर्ज करता है अतः यह इंटीग्रल कन्वर्ज करता है और कंपैरिजन टेस्ट से हम कह सकते हैं कि यह टाइप 2 का इंटीग्रल भी कन्वर्ज करता है अब हम दूसरे इंटीग्रल को देखते हैं दूसरे इंटीग्रल के लिए हम फंक्शन 1x2 को लेते हैं जिसका कारण स्पष्ट है क्योंकि यहां होने की वजह से प्रॉब्लम है x के की ओर जाने पर हम फंक्शन के बिहेवियर की जांच करेंगे और वहां से कंपैरिजन करके फंक्शन g को मानेंगे यदि मैं इसे f ले लूं जो इंटीग्रल है और 1xx 1 मैं दोबारा लिखता हूं इसे1x2 तथा इसको 11 1x लिखने पर हमने एक x यहां ले लिया है हम पर इसका बिहेवियर देखना चाहते हैं यह टर्म कोई भी परेशानी नहीं दे रही है क्योंकि जब x की तरफ जाता है तब यह 1 हो जाता है दूसरे फंक्शन का बिहेवियर देखते हैं जोकि 1x2है जबकि x की तरफ जा रहा है अतः हमने g को 1x2 ले लिया है हमें यह लिमिट कंपैरिजन टेस्ट के लिए मिली है लिमिट x इनफिनिटी की तरफ जा रही है तथा यह रेशों fxgxऔर f 1xx 1 एवं g 1x2 है x की लिमिट की तरफ जाती है और यह x2 कैंसिल हो जाता है और दूसरा फंक्शन 11 1x 1 की तरफ जाता है यह लिमिट 1 बन जाती है और इस केस में भी दोनों इंटीग्रल एक सा व्यवहार करते हैं एक यहां पर दिया हुआ इंटीग्रल है और दूसरा टेस्ट इंटीग्रल है टेस्ट इंटीग्रल 21x2dx है जो हम पहले से ही जानते हैं की कनवर्जेंट है यह इंटीग्रल के कन्वर्जेंट होने से यह पूरा इंटीग्रल भी कन्वर्जेंट है और इस प्रकार दूसरा इंटीग्रल जो कि टाइप 1 का है वह भी कन्वर्जेंट है यहां हम देखते हैं की राइट हैंड साइड के दोनों इंटीग्रल कंपैरिजन टेस्ट से कन्वर्जेंट है वास्तव में इस केस में हम 11xx 1dx को भी ज्ञात कर सकते थे इसके लिए भी हमें इंटीग्रल को दो भागों में विभाजित करना था पहला इंटीग्रल टाइप 2 का तथा दूसरा इंटीग्रल टाइप 1 का होगा हम इन दोनों को पहले की तरह ही ज्ञात करेंगे और 1 की जगह 1ϵ तथा की जगह बड़ा नंबर R रखेंगे और तब इंटीग्रल ऐसा दिखाई देगा 1R1xx 1dx अब हम पहला इंटीग्रल ज्ञात करेंगे जो कि प्रॉपर इंटीग्रल है और इसमें ऊपर और नीचे की तरफ कोई परेशानी नहीं है इसमें प्रतिस्थापन किया जाएगा x 1t तथा इसके बाद इसे आसानी से ज्ञात किया जा सकता है प्रतिस्थापन x 1t2 लेने पर हमारे पास रहेगा dx2t dt इस केस में जिस इंटीग्रल कि हम बात कर रहे हैं वह डेफिनेट इंटीग्रल है अतः x को t21रखेंगे जिसका मतलब x 1की जगह t तथा dx2t dt रखा जाएगा जिससे t कैंसिल हो जाएगा तथा हमारा इंटीग्रल केवल 1R21t2dt रह जाएगा जो कि इंटीग्रेट किया जा सकता है और इसका मान निकाला जा सकता है अब हम लिमिट को दोबारा अप्लाई कर सकते हैं पहले यह x जो कि t की टर्म्स मैं आएगा फिर लिमिट 1ϵ से R लगाई जाएंगी तब हमें मिलेगा 2tan 1 R 1 फिर tan 1 माइनस किया जाएगा और x को 1ϵ से प्रतिस्थापित किया जाएगा 1 कैंसिल हो जाएगा और हमें मिलेगा और इस इंटीग्रल का मान 2tan 1 R 1 tan 1 हो जाएगा अब हम दिए हुए इंटीग्रल पर पहुंचते हैं इस केस में इंटीग्रल 11xx 1dx है जिसका मान ज्ञात करने के लिए को जीरो तथा R को लिखा जाएगा हम यह लिमिट ज्ञात करेंगे जबकि R की ओर जाता है तथा जीरो की तरफ जाता है अतः जब R की तरफ जाता है यह 2 हो जाता है इसमें से माइनस किया जाएगा जबकि जीरो की तरफ जाता है तो यह है जीरो हो जाएगा अब हमारे पास आखिरी में केवल रह जाएगा यहां tan 1 2 होगा और यह जीरो होगा तब यह दो बार होने से हमें मिलेगा अतः इंटीग्रल की वैल्यू हो जाएगी और पहले की तरह हम यह देख सकते हैं कि बिना मान ज्ञात किए हम कह सकते हैं यह इंटीग्रल कन्वर्जेंट है एक और रिमार्क हमें देना चाहते हैं की इंप्रोपर इंटीग्रल का मान ज्ञात करते समय हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए जबकि इंटीग्रैंड या तो डिफाइन या इंटीग्रल की रेंज के किसी बिंदु पर अनबॉउंडेड हैं यदि वह पॉइंट एंड पॉइंट नहीं है तो वह बीच का भी कोई बिंदु हो सकता है जहां पर इंटीग्रैंड अनबॉउंडेड या डिफाइंड नहीं है हमें मान ज्ञात करते समय बहुत ध्यान रखना चाहिए माना हमारे पास abfxdxइंटीग्रल है और f किसी बिंदु c पर अनबॉउंडेड है जहां acb अतः fरेंज के किसी बिंदु c पर अनबॉउंडेड है अब हम इंटीग्रल को दो भागों में विभाजित करते हैं यथा acfxdxcbfxdx अब हमारे पास टाइप 2 के दो इंटीग्रल्स हैं यहां पर यह x→c पर अनबॉउंडेड हो जाता है और यह भीx→c पर अनबॉउंडेड हो रहा है यहां पर दो तरीके हैं जिनसे हम इस लिमिट को पता कर सकते हैं जिसमें से एक है कि हम देख इंट्रोड्यूस करें तथा ϵ→0 ले तब हमारे पास ac ϵfxdxcϵbfxdx होगा यहां दोनों ही स्थानों पर एक सा लिया जा सकता है दूसरे केस में जो कि मान ज्ञात करने के लिए सही है हम पहले इंटीग्रल में इप्सिलोन लेते हैं क्योंकि ये दो इंप्रोपर इंटीग्रल है अतः हमें इन्हें अलग अलग हल करना होगा और हम ले सकते हैं 10⁡ac 1fxdx20⁡c2bfxdx अब हम इन दोनों इंटीग्रल को अलग अलग ज्ञात करेंगे यहां हमने इप्सिलोन लगा दिया है तो वहां हम इन पॉइंट्स को छोड़ देंगे जब हम इनके कन्वर्जेंस की बात करेंगे तब कोई भी परेशानी नहीं होगी क्योंकि कोई भी इंटीग्रल लेने पर यह सेम ही आएगा लेकिन दूसरे केस में यहां परेशानी आएगी क्योंकि यह डायवर्जेंट इंटीग्रल हो सकता है तथा यह मान भी अलग हो सकता है उदाहरण के लिए हम एक साधारण प्रॉब्लम 111x3dx लेते हैं तो यह बराबर होगा 101x3dx011x3dx यदि हम यह तो इंटीग्रल लें तथा पहले को केवल से हल करें तब यह होगा 1212 1 121 12 अब यह कैंसिल हो जाएगा और इसकी लिमिट जीरो हो जाएगी लेकिन यदि हम इन्हें अलग अलग करें तब पहला इंटीग्रल 1→0⁡ 1 11x3dx2→0⁡211x3dx हो जाएगा इंटीग्रल अनबॉउंडेड हो जाएगा तथा की तरफ जाएगा इसी प्रकार यह भी कनवर्जेंट इंटीग्रल नहीं है यह भी डाइवर्ज करता है और इसी वजह से हम इस का मान ज्ञात नहीं कर सकते हैं क्योंकि यहां पर दोनों इंटीग्रल में से एक डाइवर्ज करता है तथा दूसरे का अस्तित्व नहीं है लेकिन यदि हम गलती से दोनों जगह इप्सिलोन लगा दे तब यह मान जीरो आ रहा है अब हम निष्कर्ष की तरफ आते हैं हमारे पास दो महत्वपूर्ण कंपैरिजन टेस्ट है जिसमें से एक में 0≤fx≤gxax≤b और हम यह नोटिस करते हैं कि यदि g कन्वर्ज करता है और यह बड़ा है तो इससे छोटा वाला भी कन्वर्ज करता है इसी प्रकार यदि छोटा इंटीग्रल डाइवर्ज करता है तो हम यह परिणाम निकाल सकते हैं कि इससे बड़ा वाला भी डायवर्ज करेगा यह एक कंपैरिजन टेस्ट था abgxdxकन्वर्ज करता है⟹abfxdxकन्वर्ज करता है abfxdxडायवर्ज करता है ⟹abgxdxडायवर्ज करता है और यह कंपैरिजन टेस्ट 2 जो कि बहुत महत्वपूर्ण तथा उपयोगी है यहां पर फंक्शन g लेते हैं इस की लिमिट ज्ञात करते हैं इस नंबर k पर आधारित रिजल्ट हम देते हैं यदि 0≤fx≤gxax≤b औरfxgx k अतः यदि k≠0 दोनों इंटीग्रल abfxdxऔर abgxdx एक जैसा व्यवहार करते हैं और यदि k0 तब abgxdxकन्वर्ज करता है⟹abfxdxकन्वर्ज करता है और यदि k∞ तब abgxdxडायवर्ज करता है⟹abfxdxडायवर्ज करता है यह कंपैरिजन टेस्ट 2 है तो यह सभी रेफरेंसेस है जिनका उपयोग मैंने इन लेक्चरस को बनाने के लिए किया है